तो हमने बात को यहाँ पॉली डी लाइसिन पर छोड़ दिया और मैंने आपको बताया कि आप वास्तव में इसकी जांच कर सकते हैं कि इसकी सरफेस प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है कि इसका चार्जड बिहेवियर कैसे बदल जाएगा आप एक अतिरिक्त फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं आप एक AFM कर सकते हैं आप एक कांटेक्ट एंगल मेज़रमेंट एनालिसिस कर सकते हैं एक बार आपने यह एक सब्सट्रेट के साथ कर लिया है तो अगला कदम यह है कि आपको क्या करना है जैसे कि मेरे पास पॉली डी लायसिन के चार अलग अलग कंसंट्रेशन है PLD1 PLD2 PLD3 और PLD4 अब अगले प्रयोग शुरू होंगे तो आपको अब सेल्स को मीडियम के साथ उनके ऊपर डालना है अब उनके अटैचमेंट प्रॉपर्टीज जानते हुए आप उनकी अटैचमेंट देखने के लिए बहुत आसान से काम कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए आपके पास इस तरह का एक सेल सस्पेंशन है यहां नीले रंग का मीडियम दिखाया हुआ है जिसके अंदर सारे सेल सस्पेंडेड है अब जब एक बार आप इन सब को प्लेट कर देते हैं तो आपके पास मीडियम की एक पतली सी लेयर है जो कि सेल के अंदर या और सेल के आसपास है आपके पास एक कवर स्लिप है आप सस्पेंशन के ऊपर इसे लगाकर वहीं पर इसे रोक दें सबसे पहले यह देखें क्या यह फैल रहा है या नहीं पहला कैच तो उदाहरण के लिए यहां आपके पास एक सबस्ट्रेट है और यहां एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास वह सेल्स हैं जिन्हें आपने आइसोलेट किया है यह मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर आपके पास सेल्स है और वै सेल्स इस तरह से मीडियम में सस्पेंडेड है एक बार आप सस्पेंशन को वहां पर डाल देते हैं तो या तो यह शुरुआत में इस तरह से रहेगा या फिर यह इस तरह से बहुत देर तक रहेगा यह एक दूसरा विकल्प यह है कि इस तरह से फैल जाएगा सेल्स को गाड़ी नीले रंग से दिखाया हुआ है या फिर यह बहुत तेजी से फैल जाएगा कुछ इस तरह से यह सभी संभावनाएं हैं और आप इन्हें समय के अनुसार जा सकते हैं और देख सकते हैं क्या यह इस तरह से बनेगा या यह पहले की तरह रह जाएगा या यह वाला इस तरह से बन जाएगा आप इस सब को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं तो आपको चाहिए यहां पर एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो आप को यह समझने में मदद करेगा कि किस तरह से यह मॉलिक्यूल और चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है अब इंटरेक्शन के आधार पर आप देख सकते हैं कि यह सरफेस किस तरह से बिहेव कर रहा है या क्या आपका डाटा आपके कांटेक्ट एंगल डाटा जो कि कल के बिना लिया गया था के साथ मेल खाता है या नहीं इतनी समानता यह समानता है यह उन में कितनी नजदीकी है एक और चीज जो आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं वह यह है कि आप इस डिश को ले और लगभग 30 मिनट तक इंतजार करें और उसके बाद इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो डिश के ऊपर यह है और आप बस इसका एंगल बदल कर कुछ इस तरह से कर देते हैं निश्चित रूप से आप इसके अंदर मीडियम डालेंगे अगर सेल्स अटैच नहीं हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद सेल्स सरफेस के ऊपर लुढ़क रहे होंगे लेकिन अगर और यह मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि अगर सेल्स को 15 से 30 मिनट में अटैच हो जाना था तो वह हो जाएंगे और फिर भी कुछ सेल्स अटैच नहीं होंगे इतना आपको उन्हें एरर का मार्जिन देना होगा पर अगर उन्हें अटैच होना होगा और आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो जो मैं कहना चाह रहा हूं उदाहरण के लिए यहां एक डिश है जिस पर आप अपने सेल्स ग्रो कर रहे हैं और देखें मान लीजिए कि आपके पास एक कवर स्लिप है जिसे आपने एक्स वाई जेड सबस्ट्रेट से कोर्ट किया हुआ है और आपके पास यह सब हैं जो यहां पर हैं और अब आप डिश बस हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं इस तरह से बहुत थोड़ा सा ही टेढ़ा करना है अगर यह सबस्ट्रेट पर अटैच हो गए हैं तो आपको यह लुढ़कते हुए नहीं दिखेंगे हां कुछ तो जरूर देखेंगे और वह देखने में अच्छे भी लगेंगे नीचे लुढ़कते हुए जा रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको वह सेल्स भी दिखाई देंगे जो लगभग लगभग ऐसा लग रहा होगा कि सरफेस से चिपक चुके हैं और यह स्टेज एक बहुत ही दिलचस्प स्टेज है कि अगर आप वास्तव में कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि इन सेल्स ने सबस्ट्रेट के ऊपर एक्सट्रेसेल्यूलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करना शुरू कर दिया है तो मुद्दे पर वापस आते हुए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से आप समझ पाएंगे कि क्या सेल्स सबस्ट्रेट पर ठीक से अडहियर हो रहे हैं या नहीं इसके बाद नियम यह है कि लगभग 30 मिनट के बाद मैंने चल करीब करीब 1 घंटे तक के बाद आप पूरी डिश को बचे हुए मीडियम से भरकर CO2 इनक्यूबेटर में ग्रोथ के लिए रख सकते हैं अगर यह CO2 डिपेंडेंट है तो आपको CO2 इनक्यूबेटर की आवश्यकता है नहीं तो आप जिस प्रकार के मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका बफर कौन सा है उसके आधार पर आप इसे साधारण इंक्यूबेटर में भी ग्रो कर सकते हैं हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे बफरिंग और किस प्रकार के इनक्यूबेटर का प्रयोग करना चाहिए इस बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे परंतु इस समय बस यह मान लीजिए कि आप इसे लेकर इंक्यूबेटर में डाल देंगे और ग्रो करने के लिए रख देंगे इस तरह से डोज़ बदल रही है तो पाली डी लायसिन की मात्रा के अनुसार आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पाली डी लायसिन सर को ऐडहियर करने में सहायता कर रहा है या नहीं और अब यह विशिष्ट ज़ोन अपने खुद के अनुभव से मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पर अटैचमेंट नहीं देखने को मिलेगी न्यूरल सेल्स के साथ मैंने देखा है की यहां कुछ ज़ोन होती हैं जहां पर अगर सेल्स अटैच भी हो जाते हैं तो बड़े अजीब ढंग से ग्रो करते हैं तो पाली डी लायसिन के साथ एक बहुत कम कंसंट्रेशन काम करता है और ऐसा लगता है की पाली डी लायसिन के सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है जो NH2 ग्रुप से आते हैं और वहां पर उपस्थित होते हैं सेल के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऐसा माना जाता है यह पूर्णतया आरंभिक फेस में ही है यह पूरी तरह से एक इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन है और यह इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन सेल को इस सबस्ट्रेट पर ठहरने में मदद करता है यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे जानकारी का पहला सर तैयार होता है यह इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन सेलको सबसे ऊपर रोक कर रखता है और उन्हें समय देता है वहां पर जम जाने का यह कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आप एक ढलान पर जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आप कुछ पकड़ कर रुक जाते हैं और इतनी देर में आप अपनी जेनेटिक मशीनरी को कहते हैं की सबस्ट्रेट के ऊपर एक्सट्रेसेल्यूलर मैट्रिक्स को बनाना शुरु कर दें ताकि सबस्ट्रेट से अच्छी तरह से जुड़ाव हो सके यह गुलाबी रंग में जो आप देख सकते हैं वह ECM है जिसे सेल ने सिक्रीट किया है यहां आप देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया पर आराम से निगरानी रखी जा सकती है बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से जो कि अगर आप देखें तो विश्व भर में होने वाले सेल कल्चर में नहीं किया जा रहा है लेकिन जब हम सेल बेस्ड बायो सेंसर की बात करते हैं या फिर मैं सेल बेस्ड माइक्रोप्लेट डिवाइस की बात करते हैं या फिर लैब ऑन चिप की बात करते हैं तो यह बातें और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं लैब ऑन चिप और सेल बेस्ड बायो सेंसर आधुनिक तकनीकों से कुछ है इन सारी तकनीकों को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए जैसा कि ड्रग स्क्रीनिंग और अन्य कामों के लिए पहले बहुत गहन सरफेस एनालिसिस की आवश्यकता है इस बारे में हम बाद में दोबारा बात करेंगे मैं इस चीज पर इतना विशेष महत्व इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही काम विश्व के अन्य भागों में करने में काफी कठिनाई आ रही है और फिर उन्हें बड़े ही असंगत परिणाम मिलते हैं अब हमने पॉली डी लायसन और वहां उपस्थित सेल के बीच में होने वाले संभावित इंटरेक्शन के बारे में बात की यहां पर दो स्तर हैं फिर से पहला बताने के लिए कि सेल यहां पर है और सबस्ट्रेट यहां पर है और पहला इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन इसके बाद दूसरा सर आता है जहां पर सेल स्थिर होने के बाद अपना खुद का एक्सट्रेसेल्यूलर मैट्रिक्स सीक्रेट करना शुरू कर देगा इसी पैराडाइम को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही हमने इसमें होने वाले इंटरेक्शन और संभावित इंटरेक्शंस के बारे में बात की थी तो अब इसके बाद मैं एक नेचुरल सिचुएशन के बारे में बात करूंगा मैंने इन दोनों के बारे में बात की तो अब एक नेचुरल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अगर हम अपनी लिस्ट की तरफ वापस जाते हैं हमने इसके बारे में बात की थी अब कोलेजन के बारे में बात करते हैं कोलेजन के बारे में आप फिर से वही काम करेंगे आप एक सबस्ट्रेट लेंगे और आप कोलेजन प्रोटीन को एक बफर में घोल लेंगे तो यहां आप और अधिक पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं आपको यहां बफर का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है यहां पर कॉलेजन प्रोटीन है और यहां पर वह बफर है जिसमें इसे घोला हुआ है और अब फिर से उसी तरीके का अनुसरण करना है थोड़े से बफर के साथ कोलेजन के अलग अलग कंसंट्रेशन बनाने हैं और उन्हें डालना है और अब आप सरफेस को कोलेजन से कोट करेंगे अलग अलग कंसंट्रेशन में इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है कि आप कोलेजन की पहली परत सामान्य बनाएं दूसरी पतली परत बनाएं और तीसरी परत के लिए कोलेजन की पतली सी जेल बनाएं चौथी परत के लिए आप कोलेजन जेल की बहुत मोटी परत बनाएं आपके पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से आप कोलेजन का प्रयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास यहां पर यह मॉलिक्यूल है अगर आपको इसकी एक पतली सी परत बनानी है तो आपको इसमें न्यूनतम मॉलिक्यूल चाहिए या फिर कम से कम मॉलिक्यूल चाहिए और आप इसको इसे पूरे सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह से फैलाना होगा पतली परत बना देता है तो अब आपको इसमें से एक जेल बनानी है तो आप इसकी एक पतली जेल बनाएंगे यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो दूसरे शब्दों में आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाकर कोलेजन में गहराई जोड़ रहे हैं और इस तरह से आप कोलेजन के मॉलिक्यूल को ज्यादा पास पास ला रहे हैं तो वहां पर इंटरेक्शन के दो स्तर होंगे एक इंटरेक्शन जो आपने करवाया है व्यक्तिगत कोलाजन मॉलिक्यूल के बीच में यह वह इंटरेक्शन है जो उन मॉलिक्यूलर को पास लाने में मदद करेगा वही दूसरे स्तर के इंटरेक्शन में सरफेस की भूमिका रहेगी वह सरफेस जो इस समय है उजागर है यह मैं इस सरफेस को दिखा रहा हूं यह सरफेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर ही इंटरेक्शन करेंगे तुम्हें सेल्स को काले रंग से दर्शा रहा हूं जो इंटरेक्शन यहां पर होने वाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरी चीज जो है यह है कि आप जेल को मोटा बनाना चाहते हैं उदाहरण के लिए कहें कि आप पूरे मैट्रिक्स को जैल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जो की बहुत ही कांपलेक्स इंटरेक्शन होगा और कुछ इस तरह से आएगा जब आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आप ज्यादा कुछ डालते हैं तो अगर आप इन 2 चित्रों की तुलना करते हैं तो अब देखेंगे किजल की मोटाई बढ़ गई है और अब दो बातें उभर कर आती हैं पहली बात जो उभर कर आई है वह यह है कि इन कोलाजन मोलेक्युल्स के बीच में कितनी दूरी है तो अभी यहां आप सेल्स को ग्लास के सब्सट्रेट पर या पतली जेल के ऊपर नहीं ग्रो कर रहे हैं आपके पास पूरी जेल है और आप सेल्स को उस जेल के ऊपर ग्रो करना चाहते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक 3 डाइमेंशनल कल्चर बनाना चाहते हैं और अगर आप एक ३ डाइमेंशनल कल्चर बनाना चाहते हैं तो कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा और हम इस बारे में आगे फिर से बात करेंगे धन्यवाद